नमस्कार विद्यार्थियों रासायनिक प्रक्रिया नियंत्रण एवं नियंत्रण यहां इस व्याख्यान के विशेष भाग के उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की नियंत्रण रणनीतियां क्या है कौन सी संभव है और इनके लाभ और हानियां क्या हैं और अंत में हम देखेंगे कि नियंत्रण समस्याओं के विभिन्न प्रकार क्या है जो एक रासायनिक उद्योग में पाई जाती हैं रासायनिक प्रक्रिया नियंत्रण आपके रासायनिक इंजीनियरिंग करिकुलम का एक मुख्य पाठ्यक्रम है आप विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे हीट ट्रांसफर एवं अन्य पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं इन विभिन्न कोर्सों में आपको विभिन्न रासायनिक इंजीनियरिंग उपकरणों के डिजाइंस को जानना होगा थोड़ा पीछे देखने की कोशिश करते हैं हैं कि जब आप एक रासायनिक संयंत्र के किसी उपकरण को डिजाइन करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के क्या धारणाएं बनाते हैं चलिए हीट ट्रांसफर का एक उदाहरण लेते हैं चलिए हम मानते हैं कि आप एक हीट एक्सचेंजर के लिए UA रिक्वायरमेंट क्या है अब आपको इस निश्चित क्षेत्र एवं UA स्पेसिफिकेशन के अनुसार एक्सचेंजर खरीदना होगा अब हम सोचे कि यदि आप एक्सचेंजर को एक वास्तविक प्लांट में रखते हैं तो क्या यह आपको हमेशा 50 oC देगा गर्म धारा के आउटलेट के रूप में यह आपको देगा जबकि दिया है • आपकी गर्म धारा100oC पर प्रवेश करती है • आपकी गर्म धारा की बहाव गति स्थिर रहती है जिस मान पर आपने डिजाइन की थी • आपका ठंडा पानी 30 oC पर उपलब्ध है हालांकि आपकी यह सब धारणाएं हमेशा संभव नहीं रहती हैं जब आपका संयंत्र वास्तव में कार्य कर रहा होता है उस समय यह सभी धारणाएं बनाए रखना हमेशा संभव नहीं है जब आप एक संयंत्र डिजाइन करते हैं आप हमेशा उसे इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि वह नॉन फ्लकचुएटिंग के अधीन होती है नीचे दिए गए चित्र में एक सरल सिमुलेशन दिखाया गया है जो बताता है कि तब क्या होता है जब आपके पास 30oC के स्थिर मूल्य के बजाय वास्तविक जीवन के तापमान का ठंडा पानी होता है तो आमतौर पर ठंडा पानी एक ठंडे टॉवर से आता है और जो ताप आप प्राप्त करते हैं वह परिवेश के ताप पर निर्भर करता है और आप सब जानते हैं कि दिन के समय और रात के समय परिवेश का तापमान परिवर्तित होता रहता है और यहां आप देख सकते हैं कि ठंडे पानी का ताप पूर्ण रूप से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए नहीं रखा जा सकता जो कि हमारी डिजाइन की धारणा में था और यह दिन और रात के दौरान परिवर्तित होता है अगर इस प्रकार के ठंडे पानी का ताप हीट एक्सचेंजर के गर्म साइड से बाहर निकलने वाले आउटलेट का ताप भी पूर्ण रूप से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर नहीं होगा यह ठंडे पानी के ताप के अनुसार परिवर्तित होगा और अंत में जो आप पाते हैं वह एक औसत प्रदर्शन है जो कि आप की डिजाइन के समान है अतः गर्म धारा का स्थानीय अथवा तुरंत का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने की गारंटी नहीं है इसलिए यदि यह धारा एक अलग प्रकार की इकाई ऑपरेशन में जा रही है जैसे कि हम कहते हैं कि यह एक पृथक्करण निकाय के विभिन्न परिवर्तनों के कारण आप प्रक्रिया को विभिन्न ऑपरेटिंग कंडीशन में चलाना चाहते हैं आप संयंत्र को एक पॉइंट से दूसरे की ओर गति करना चाहते हैं और इसलिए यहां वांछित ऑपरेटिंग पॉइंट में बदलाव है इसलिए इन परिस्थितियों में आप हर बार डिजाइन को परिवर्तित करने के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि हर बार प्रक्रिया की डिजाइन में परिवर्तन करना संभव नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं आप एक ऐसे सिस्टम को को लागू करते हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की गड़बड़ी एवं उतार चढ़ाव के बावजूद प्रक्रिया से जो आप आते हैं वह वही है जो मूल उद्देश्य था यह वह कार्य है जो एक प्रक्रिया नियंत्रण सिस्टम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित है परंतु सामान्यता नियंत्रण एक बहुत ही सामान्य घटना है और चलिए मैं इसे कुछ घरेलू सामान्य नियंत्रण उदाहरणों से समझाता हूं पहला उदाहरण शावर से बाहर प्राप्त करना चाहते हैं वह आवश्यक तापमान के साथ साथ आवश्यक प्रवाह दर पर हो दूसरा उदाहरण एक प्रेशर कुकर है जब हम खाना बनाते हैं आमतौर पर हम इसे उच्च तापमान पर पकाते हैं और इस प्रकार हम प्रेशर कुकर के अंदर एक निश्चित दाब बनाना चाहते इसे हम कैसे बनाए रख सकते हैं एक प्रेशर कुकर जिस प्रकार काम करता है अगर कुकर के अंदर का दाब बढ़ता है या उस मान तक पहुंचता है जिसे हम चाहते हैं तब सीटी बजती है जैसे ही सीटी खुलती है भाप बाहर निकलती है और अचानक दाब कम हो जाता है जैसे ही दाब कब मान पर पहुंचता है सीटी फिर से अपनी मूल स्थिति पर वापस आ जाती है इस प्रकार मैनुअल सीटी होने से हमप्रेशर कुकर के अंदर का दाब बनाए रखते हैं अगला उदाहरण है सड़क पार करने का जब हम सड़क पार करते हैं आम तौर पर हमारे पास एक उद्देश्य होता है कि हम सड़क के एक छोर से दूसरी छोर तक बिना किसी गाड़ी से टकराए जाना चाहते हैं ऐसे परिदृश्य में क्या होता है हमारे पास नियंत्रण है कि हम कितनी तेजी से जा सकते हैं और कब हम सड़क पार कर सकते हैं यहां विक्षोभ दोनों ओर से आने वाले कार या अन्य गाड़ियां है तो हमें सुनिश्चित करना है अथवा हमें यह निर्धारित करना है कि क्या हम सड़क पार करने में सक्षम है बिना किसी टककर के इस केस में आप यह निर्धारित करते हैं कि कितनी तेज कार गाड़ी आ रही है आप तक आने में कितना समय लेगी और इस अनुसार आप गणना करते हो कि आप सुरक्षा पूर्वक सड़क पार कर पाओगे या नहीं अंतिम उदाहरण में हम एयर कंडीशनिंग करके तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है इन चारों उदाहरणों के दौरान आप देख सकते हैं कि प्रत्येक नियंत्रण प्रणाली का उदाहरण लेते हैं तो यहां हम तापमान एवं प्रवाह दर को बनाए रखना चाहते हैं कुकर के उदाहरण में हम दाब को बनाए रखना चाहते हैं सड़क पार करने के उदाहरण में हम बिना किसी टक्कर के अथवा सुरक्षित रूप से सड़क पार करना चाहते हैं और एयर कंडीशनर के केस में हम एक स्थिर तापमान बनाए रखना चाहते हैं जब हम प्रक्रिया नियंत्रण कुछ इन उद्देश्यों एवं साथ ही कुछ बाधाओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोग में लिया जावेगा इसलिए यदि आप एक रासायनिक संयंत्र का संचालन कर रहे हैं तो विभिन्न उद्देश्य क्या है जिन्हें एक ऑपरेटर को बनाए रखना है सबसे पहले एक प्रक्रिया या रासायनिक संयंत्र को पैसा कमाने के लिए स्थापित किया जाता है और संयंत्र के संचालन का प्राथमिक उद्देश्य है लाभ कमाना अब अगर आप एक रासायनिक संयंत्र से लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी उत्पाद आप बनाते हैं वह स्पेसिफिकेशन से मिलता हो यदि आप का उत्पाद स्पेसिफिकेशन से नहीं मिलता तो किसी भी प्रकार से आप उस संयंत्र से लाभ नहीं कमा सकते दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है विनिर्माण उपकरणों की सुरक्षा करना ताकि उपकरण का जीवन काल 10 से 15 साल तक रहे और यह तभी संभव है जब आप उपकरणों की अच्छी तरह देखभाल करें जब आपकी संयंत्र से उत्पाद बनाते हैं तो आप यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उपकरणों की सुरक्षा कर रहे हैं आप इसे इसकी सीमा की ओर नहीं चला रहे हैं ताकि आप आपकी मशीनरी का उपयोग लंबे समय तक कर सकें जब आप यह सब कर रहे हैं आपको यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि यही वह है जहां आपको रहना है लाभ कमाने एवं उत्पादन स्पेसिफिकेशन के साथ साथ आपको एक नजर पर्यावरण विनियमों को पूरा करने पर भी रखना होगी अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना जबकि संयंत्र में कर्मियों को कार्य करने के लिए एवं नजदीकी समुदाय में आम जनता के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बनाए रखा जावे जब आप एक रासायनिक संयंत्र का संचालन कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह विभिन्न परिचालन उद्देश्य एवं बाधाएं है जिनके साथ आपको कार्य करना है तो यदि आप इन दो स्लाइड को जोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ नियंत्रण रणनीतियां होनी चाहिए जो इन सब का ध्यान रखेंगी तो आगे बढ़ने की पहले आइए हम देखते हैं कि जिन उद्देश्यों के बारे में हमने बात की उनको उसी क्रम में रखा गया है या कोई विशेष पदानुक्रम है जिसमें यह विभिन्न उद्देश्य रखे जाना है पदानुक्रम जिसमें इन विभिन्न निर्णयों एवं बाधाओं को रखा जाना है नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया जाता है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि संयंत्र ऑपरेटर को संयंत्र के अंदर कार्य करने वाले कर्मियों एवं संयंत्र के आसपास काम कर रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है कर्मियों उपकरणों एवं पर्यावरण की सुरक्षा हमेशा से पहले आते है एक बार यह निश्चित हो जाए कि संयंत्र कार्य करने के लिए सुरक्षित है तब आप यह सुनिश्चित करते हैं कि जो उत्पाद आप प्राप्त कर रहे हैं वह आवश्यक ग्रेड का हो इसके बाद आप पर्यावरण पर जो भार है उसे कम से कम करने की कोशिश करते हैं आप स्पेसिफिकेशन को सुनिश्चित करना चाहते हैं जबकि अवशिष्ट कम से कम हो जो कि अवशिष्ट उपचार के लिए जाता है अगला आप अपने उपकरण की लंबी आयु की ओर देखते हैं यह सुनिश्चित करके कि सभी उपकरण अपनी सुरक्षा सीमाओं के भीतर कार्य कर करते हैं एक बार जब यह सारे उद्देश्य सुनिश्चित हो जाते हैं तब हम लाभ मैं सुधार करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह भले ही एक संयंत्र के संचालन का प्राथमिक उद्देश्य पैसा कमाना है पर आमतौर पर यह परिचालन बाधा के अंतिम स्तर के रूप में आता है इन सभी विभिन्न परतों के साथ कंट्रोल सिस्टम सिस्टम की भूमिका नीचे दिया गया चित्र एक रासायनिक संयंत्र में प्रोसेस कंट्रोल की गतिविधियों के एक विशिष्ट पदानुक्रम को दर्शाता है निचला स्तर आप की वास्तविक प्रक्रिया है और प्रथम कार्य माप एवं सक्रियता है इसमें वह सभी उपकरण आते हैं जो या तो प्रक्रिया से मान पढ़ने के लिए या प्रक्रिया परकुछ क्रिया करते हैं तो यह प्रक्रिया के अंदर के हार्डवेयर एलिमेंट है और यह बहुत तेज दर से कार्य करेंगे हम कहते हैं कि सेकंड के स्तर पर अथवा कुछ सेकंड के अंतराल पर उसके शीर्ष पर नियंत्रण की प्रथम एवं प्राथमिक परत है सेफ्टी लॉजिक हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि आपका सिस्टम किसी भी बुनियादी सुरक्षा सीमाओं का उल्लंघन ना करें उदाहरण के लिए पहले उल्लेख किए गए स्टीम प्रेशर कुकर के उदाहरण मेंप्रेशर कुकर हमेशा एक सेफ्टी वाल्व के साथ आता है तो यदि सिटी के रूप में कोई समस्या आती है जैसे कि सिटी खुलती नहीं है या बंद नहीं होती तब हमेशा एक टूटने वाली डिस्क का मूल उद्देश्य और तब जब आप विशिष्ट पदानुक्रम में आगे जाएंगे आप संयंत्र से अधिक लाभ प्राप्त करने दिशा की ओर बढ़ेंगे चलिए मैं इन सभी पदानुक्रम की व्याख्या के लिए एक साधारण CSTR का उदाहरण लेता हूं जो गैसीय उत्पादों के साथ द्रव को उत्पन्न करने वाली एक क्रिया करने वाला है A↦ BC फीड A फीड वाल्व होगा तो यहां माप रिएक्टर के अंदर का दाब एवं ताप होगा यह उत्पाद का संघटन हो सकता है जो आप बनाए रखना चाहते हैं एक्चुएशन के रूप में जाना जाता है जो सुनिश्चित करता है कि यदि रिएक्टर के अंदर का दाब बहुत उच्च मान तक जाता है तो यह खुल जाएगा और गैसीय उत्पादों को सुरक्षित रूप से मुक्त कर देगा अब हम रेगुलेटरी परत एक मूलभूत कंट्रोल सिस्टम है जिसे कुछ सेकंड के समय अंतराल में संचालन बनाए रखने के निर्णय लेने होते हैं आम तौर पर इस विशिष्ट सिस्टम के लिए यह तापमान नियंत्रण होगा हम ऐसे आमतौर पर TIC के रूप में प्रदर्शित करते हैं जो ताप संकेत एवं नियंत्रण को बताता है तो रेगुलेटरी परत सुनिश्चित करेगी कि रिएक्टर के अंदर का तापमान एक विशिष्ट लेवल पर बनाए रखा है यह ठंडे पानी के प्रवाह दर को मैनिपुलेट करके यानी वोल्व खोलने को मैनिपुलेट करके किया जाता है यहां विचार यह है कि यदि मैं रिएक्टर में एक विशिष्ट ताप को बनाए रखता हूं तब हम किसी प्रकार से यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि दूसरी परिस्थितियां समान रखी जाए तब भी रूपांतरण अथवा उत्पाद की शुद्धता लगभग समान मान अथवा वांछित मान पर रहती है नियंत्रण का अगला स्तर है सुपरवाइजरी कंट्रोल कैसे कार्य करेगा अब हम उच्च स्तर पर जाते हैं हम कहते हैं कि यदि हम रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं यह वास्तव में देखता है कि बाजार की स्थिति क्या है मांग क्या है कच्ची सामग्री का मूल्य क्या है और उसके अनुसार यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि उस विशिष्ट समय पर किस प्रकार का विशिष्ट उत्पाद अथवा किस विशिष्ट परिशुद्धता को बनाए रखना है इन सभी योजना प्रकार के निर्णय को उच्च स्तर पर लिया जाता है तो इस आसान उदाहरण द्वारा हमने देखा कि एक रासायनिक संयंत्र में विभिन्न उद्देश्य है और यहां कोई एक कंट्रोल सिस्टम नहीं है जो सभी उद्देश्यों को बनाए रखें हमेशा निर्णय लेने के पदानुक्रम और कंट्रोल सिस्टम के पदानुक्रम होता है और प्रत्येक कंट्रोल सिस्टम से एक हार्डवेयर जुड़ा होता है और यह एक उद्देश्य से जुड़ा होता है तो अब हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और जब हम वापस आएंगे तब हम एक केमिकल या कंट्रोल सिस्टम के विभिन्न कार्यों को देखेंगे धन्यवाद